इस सत्र में पुनः आपका स्वागत है हम लोग बौद्धिक संपत्ति अधिकार जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ दूसरे खास प्रश्नों जैसे इससे संबंधित एक अभियंता की भूमिका और उत्तरदायित्व पर चर्चा कर रहे थे आज के प्रश्न मे हम यह केंद्रित करने जा रहे हैं कि क्या संपत्ति अधिकार जैसे पेटेंट या कॉपीराइट किसी भी चीज को जो खोजी गई है अविष्कार की गई है या लिखी गई है और अविष्कारक और लेखक को श्रेय देना इस में अंतर क्या है तो क्या कुछ वर्षों के बाद जो चीज पेटेंट है वह खुल सकती है क्या पेटेंट और कॉपीराइट की संपत्ति और जिसने अविष्कार किया है या कुछ लिखा है उसके श्रेया में कोई अंतर है चलिए इसे देखते हैं तो हम क्या देख पाते हैं कि यह पहचान के लिए है तो क्या यह पहचान डिजाइन कार्य और दूसरे अभिनव तकनीक योगदान के लिए है क्या इसे कई तरह से प्रकट किया जा सकता है और व्यवस्था की जा सकती है मान लीजिए कि किसी डिवाइस का नामकरण करना है किसी व्यक्ति को जैसे जावित्री हार्ड या इसी ग्रुप या कॉरपोरेशन जैसे एनएसजी नी माइक्रोसॉफ्ट के नए ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यादि हम किसी अभियांत्रिकी डिजाइन को श्रेय देते हैं तो यहां तक कि कभी किसी यंत्र का नाम किसी व्यक्ति पर रखा जाता है तो वह व्यक्ति यह जरूर है कि उस यंत्र का डिजाइन करता हो या उसका आविष्कारक हो तो यह उस व्यक्ति के नाम पर भी हो सकता है जिसने इस को विकसित करने की जरूरत को सबसे पहले महसूस किया जैसे कोई यंत्र का निर्माण या किसी के साथ तालमेल करना या कुछ डिजाइन करना इत्यादि तो वह पहला व्यक्ति जो पहला चिकित्सक था उसने इसका प्रयोग किया और यह संदर्भ से बाहर की चीज भी है तो किसी के लिए कोई यंत्र होना किसी के नाम के अंतर्गत होना हमेशा इसका यह मतलब नहीं है कि उस व्यक्ति ने उसका आविष्कार किया है यह किसी को सम्मान देने का कार्य भी हो सकता है जो किसी खास व्यक्ति के लिए है तो जब किसी अविष्कारक का नाम जाता है जैसे किसी पेटेंट के लिए किसी अविष्कारक का नाम जाना तो वह किसी और के द्वारा स्वामित्व की चीज हो सकती है क्या परंतु एक ऑथर के नाम से अलग जोकि एक कॉपीराइट के काम में होता है तो क्या एक व्यक्ति जो लेखक है वह कॉपीराइट के अधिकार रख सकता है कि नहीं अविष्कारक का नाम दिख भी सकता है और नहीं भी देख सकता परंतु पेटेंट अवस्था में यह दिखेगा तो यही एक छोटा सा फर्क है कि जब कोई कॉपीराइट होता है तो लेखक का नाम उसमें शामिल होता है उस कॉपीराइट के अंतर्गत और अगर यह किसी वास्तविक लेखक के साथ नहीं जाता है तो इसे स्थानांतरित कर दिया जाता है तो नकल की अवस्था में भी लेखक का नाम उनके साथ बना रहता है यह एक प्रकार का छोटा सा काम है जैसे लिखना और इसी तरह और भी कुछ परंतु डिजाइन का जो हिस्सा होता है वह सिर्फ एक खास अविष्कारक के साथ जुड़ा होता है और यह पेटेंट से संबंधित है ऐसा हो सकता है कि उसको प्रयोग करने वाले बहुत सारे सामान्य लोग हो और उस अविष्कार को प्रयोग करने वाले लोगों को यही ना पता हो कि उस अविष्कारक का नाम क्या है तो क्या होता है जब मालिकाना हक पेटेंट और कॉपीराइट के साथ अलग अलग मिला हुआ होता है तो श्री देने की प्रक्रिया में कुछ भी संपत्ति को समाहित नहीं करते हैं पेटेंट की व्यवस्था जो विश्वविद्यालय अनुसंधान औद्योगिक प्रयोजन को हासिल करती है वह स्वतंत्र रूप से लेखकों और दूसरे शोधकर्ताओं के शोध पत्रों के योगदान को श्रेय देने का ईमानदारी से कार्य करती है तो जब आप पेटेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं जो आप शायद जानते हो कि औद्योगिक प्रयोजन कुछ शोध कार्यो के लिए एक व्यवस्था है और मेरे पास एक स्वतंत्र मानदंड है और वह लेखक के कॉपीराइट या इस तरीके की चीजों से अलग है तो शोध के लेख के लिए दो अलग अलग निहितार्थ हैं तो वह अधिक स्पष्ट हो जाएंगे जब हम नीचे दी हुई परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे तो किसी शोध के डाटा के स्रोत को श्रेय देने में असफल होना रेमो एक किसी रसायनिक कंपनी में मुखिया है शोध एवं विकास प्रयासों का हिस्सा होने के नाते रेमो ने एक बड़े विश्वविद्यालय के रसायन विभाग को शोध कार्य के लिए धन उपलब्ध कराया और वह भी विषैली भारी धातु के लिए जैसे क्रोमियम कॉपर लैंड निकिल जिंक की विषाक्तताको दूर करने के लिए अपशिष्ट के प्रवाह का प्रयोग करके करना इसके बदले में विश्वविद्यालय ने रेमो की कंपनी को विशिष्ट अधिकार दिए कि वह किसी भी प्रकार के अपशिष्ट के उपचार के लिए कुछ भी तकनीक विकसित करना चाहे तो वह विश्वविद्यालय में कर सकते हैं और नुकसान की भरपाई के लिए विश्वविद्यालय कंपनी से तकनीक के प्रयोग से उत्पन्न मुनाफे के परिणाम स्वरूप रॉयल्टी भी प्राप्त करेगी तो हमने यह पाया कि रेमो और विश्वविद्यालय के बीच एक समझ विकसित हुई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर लोगों का एक समूह जिसे पुलिस की के द्वारा नेतृत्व किया गया और उन्होंने यह बताया कि एक कंपनी को बनाया जाए जिससे तकनीक को प्राप्त किया जाए और खाली पानी के उपचार को छोड़कर और पानी से उत्पन्न अपशिष्ट के प्रबंधन को छोड़कर और इसे रेमो की कंपनी विकसित करेगी इस बीच में विश्वविद्यालय अपनी शोध कर रहा था और उसके समानांतर रेमो की कंपनियां अपनी शोध कर रही थी परंतु टीमें डाटा प्राप्त कर रही थी प्रदर्शन आकृति प्राप्त कर रही थी और रेमो की कंपनियां स्वतंत्र रूप से उसके परिणामों को प्रोफेसर के साथ बांट रही थी जो कि पोलिंसकी की कंपनी में थे बाद में उसी विश्वविद्यालय के एक सिविल अभियंता दीपासक्वेल ने एक शोध करने का निश्चय किया और एक शोध पत्र सीवेज उपचार तकनीक पर शोध पत्र प्रकाशित किया सीवेज उपचार तकनीक उन्होंने रसायन विभाग के प्रोफेसर से संपर्क किया जिन्होंने अपने परीक्षणों का डाटा उन्हें प्रदान किया और साथ ही रेमो की कंपनी के डाटा को भी प्रदान कर दिया दीपासक्वेल इस बात से अवगत नहीं थे कि कुछ परिणाम रेमो की कंपनी के भी हैं दीपासक्वेल ने सफलतापूर्वक अपना शोध कार्य किया और उनका लेख एक बड़ी शोध पत्रिका में प्रकाशित हुआ और रेमो की कंपनी से प्राप्त डाटा प्रमुखता से उस शोध पत्र में दिखाया गया और उस लेख का मुख्य अंश बनाया गया और उस शोध पत्र का श्रेय रसायन विभाग के सदस्यों को दिया गया परंतु कहीं पर भी रेमो की कंपनी के योगदान यहां तक की उनके द्वारा दिया गया दोनों प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहयोग का भी वर्णन नहीं था दीपासक्वेल को बाद में यह पता चला कि उनके शोध पत्र में जो डाटा प्रयोग हुआ है उस में रेमो की कंपनी का मुख्य योगदान था और क्या यह दीपासक्वेल के द्वारा साहित्यिक चोरी अर्थात है कि बिना सभी स्रोतों को श्रेय दिए उन्होंने उनका डाटा प्रकाशित किया है तो क्यों है नहीं है तो क्यों नहीं है क्या दीपासक्वेल कि यह बाध्यता है कि वह स्वयं की कंपनी को डांटा के लिए पूरा का पूरा श्रेय दे क्या रेमो अगर लिख को खोज लेता है और तब कोई प्रतिक्रिया दे सकता है और अगर आप रेनू की स्थिति में होते और आपको अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होती तो क्या करते तो अगर यह केस है तो हमें देखना चाहिए कि यह कैसे आगे बढ़ता है क्योंकि इसमें दो तीन मुद्दे शामिल हैं सबसे पहले जो हमने यहां पर पाया कि रेमो रसायन कंपनी का प्रमुख है तो शोध के हिस्से के तौर पर उन्होंने क्या किया है उन्होंने एक प्रमुख विश्वविद्यालय के रसायन विभाग को वित्तीय सहायता दी है और उसके बदले में शोध की शुरुआत की है कि वह भारी धातुओं को कैसे विष रहित बना सकते हैं और व्यर्थ भाप से धातु को प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए विश्वविद्यालय रेमो की कंपनी को विशेष अधिकार देने के लिए तैयार हो गई जब हम तकनीक के किसी क्षेत्र में विशेष अधिकार विकसित करने की बात करते हैं तो हम वही बात करते हैं जो उन्हें दिया गया और रेमो की कंपनी उसे पेटेंट कराने में समर्थ होगी क्योंकि यह कंपनी और विश्वविद्यालय के बीच में एक आपसी समझ है तो इसके साथ साथ यह पाया गया कि पोलिंसकी एक प्रोफेसर उन्होंने भी यह तय किया कि एक कंपनी बनाएंगे और पानी के उपचार को छोड़कर तकनीक का दोहन करेंगे क्योंकि यही उनका रेनू के साथ में एक समझौता हुआ है और यह कंपनी बनने जा रही है और इसका विकास होगा तो हमने यहां पर क्या देखा दो चीजें देखी कि अगर रसायन अभियंत्रिकी विभाग तकनीक को विकसित करता है तो वह उसका श्रेय नहीं ले सकते हैं और उसका श्रेय रेमो की कंपनी को जाएगा क्योंकि उन्होंने शोध के लिए वित्तीय सहायता दी है और हम यह देखते हैं कि पोलिंसकी की कंपनी ने एक कंपनी विकसित की है और वह उस तकनीक का उपयोग करेगी और वह भी पानी के उपचार के लिए नहीं लेकिन किसी और चीज के लिए तो इस बीच में क्या होता है कि जब दोनों एक दूसरे के साथ आपस में डाटा बांटते हैं तब दीपासक्वेल सिविल अभियांत्रिकी विभाग से डाटा देने को कहता है तो जब डाटा दीपासक्वेल के साथ बांटने की बात आती है तो यह रसायन अभियांत्रिकी विभाग का उत्तरदायित्व हो जाता है हम यहां पर बहुत ज्यादा निश्चित नहीं है कि यह रसायन विभाग के प्रोफेसर ने रेमो की कंपनी से पहले कोई आज्ञा ली है कि नहीं कि वे डाटा को दीपासक्वेल के साथ बांट सकते हैं कि नहीं क्योंकि जो कुछ भी रहमों की कंपनी में बांटा है वह स्वतंत्र रूप से पोलिंसकी की कंपनी को डांटा डांटा है और उसका उद्देश्य शोध करना है और हो सकता है वह आपस में सहयोग करके कार्य कर रहे हो इस डाटा को किसी शायद उसी विश्वविद्यालय मे दूसरे के साथ बांटने से पहले परंतु किसी दूसरे विभाग में और किसी दूसरे उद्देश्य से क्या उन्होंने रेमो की कंपनी से आज्ञा ली थी या नहीं ली थी यह वहां पर वर्णित नहीं है परंतु यह एक आवश्यकता है और यह उन्हें करना चाहिए अब इस केस को डिस्कस करने से पहले हमने यह चर्चा की थी कि किस केस में हमें कंपनी से कॉपीराइट के लिए उसके मालिक से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है और अगर यह शिक्षा के उद्देश्य से है तब ही केवल शैक्षिक उद्देश्य से ऐसा कर सकते हैं परंतु यहां पर हम वास्तव में दीपासक्वेलका उद्देश्य नहीं जानते कि वह इसे किस उद्देश्य से प्रयोग करेगी क्या यह खाली शोध पत्र के लिए प्रयोग होगा या साथ साथ इसका कुछ बहुत बड़ा वित्तीय उपयोग होने जा रहा है और उसका उद्देश्य पैसा बनाना है तो यह बिंदु इस खास केस में अभी तक यहां पर वर्णित नहीं है तो डाटा बांटने से पहले ऑडिट होना चाहिए तो आपने यहां पर क्या पाया तो क्योंकि दीपासक्वेल इस बात से अनभिज्ञ थी कि रहमी कंपनी से क्या परिणाम आने वाले हैं उसने इसके लिए श्रेय नहीं दिया रेमो की कंपनी के योगदान का वर्णन नहीं किया यहां पर उस के पक्ष में हम यह कह सकते हैं कि डाटा का दावा रेनू की कंपनी तो करना चाहिए था परंतु वास्तव में सिविल और रसायन अभियंता जोकि रसायन विभाग के प्रोफेसर थे उन्होंने भी डाटा में अपना योगदान किया था तो इस तरह यह खाली रेमो की कंपनी का कैसे हुआ परंतु यह बहुत ही फोर्स बहस नहीं है क्योंकि हमने क्या पाया कि रेमो की कंपनी समानांतर रूप से इस काम के साथ चल रही थी और उन्होंने इसके परिणामों को प्रोफेसर पोलिंसकी की कंपनी के साथ साझा किया था वे एक प्रमुख प्रायोजक थे और रेमो की कंपनी ने पैसा भी लगाया था तो हमने क्या पाया कि यह दीपासक्वेल के द्वारा किया जाने वाला अधिक उत्तरदाई कृत्य है और उन्हें यह पता करना चाहिए था कि क्या डाटा विभाग द्वारा साझा किया गया था या रसायन विभाग इस शोध का केवल एक हिस्सा है क्योंकि यह किया नहीं गया इसलिए हम यहां पर नहीं जानते हैं कि दीपासक्वेल यह जानती थी कि वही शोध पत्र के बारे में जो तथ्य हैं वह रसायन अभियांत्रिकी विभाग रेमो की कंपनी के साथ सहशोध के लिए कर रहा है अगर यह पता होता तब यह दीपासक्वेल का उत्तरदायित्व हो जाता कि सारा का सारा डाटा केवल रसायन विभाग का है या उन्होंने रेमो के डाटा को भी साझा कर लिया है और इस केस में दीपासक्वेल का क्या उत्तरदायित्व था और इस बात की आवश्यकता है कि मूल रूप से किस ने डांटा इकट्ठा किया और उस पर कार्य किया इसके लिए उसके योगदान को उचित श्रेय मिलना चाहिए तो यहां पर यह सब चीजें एकदम स्पष्ट नहीं है परंतु निश्चित तौर पर हमें यह देखना है या हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि यह दीपासक्वेल के द्वारा प्लजरीजम तो नहीं है तो अब प्लजरीजम की तरफ जा सकता है अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 5 पर चर्चा करते हैं जो एक तरफ यह बताता है कि " इसका यहां अविष्कार नहीं हुआ है" वाला रवैया जो संस्था के द्वारा बाहर पेशगी दी है उसकी उपेक्षा करता है जो व्रत और पर यह इल्जाम लगाता है कि यह पेश की को बराबरी और सुरक्षा के लिए धीरे करता है और दूसरी तरफ कॉपीराइट और पेटेंट के कानूनी विशेष विवरण और दूसरे बौद्धिक संपत्ति संरक्षण यह प्रयोग को सीमित करते हैं कि दूसरे अपना स्वयं का डिजाइन निर्मित करें दूसरों से सीखने का क्या निष्पक्ष और विवेकपूर्ण तरीका है दूसरों के आविष्कारों से सीखने के लिए क्या नैतिक मुद्दे हैं यह एक बहुत ही उचित प्रश्न है जो आपने देखा है कि केस का इस प्रकार अनुगमन करता है तब हम हमेशा बौद्धिक संपदा संरक्षण की बात करते हैं कॉपीराइट और पेटेंट की बात करते हैं तब कैसे दूसरे किसी और से सीख सकते हैं ज्ञान कैसे फैलेगा और कौन से नैतिक मुद्दे हैं जो कि किसी के अविष्कार से सीखने में शामिल होते हैं तो हमने पाया कि यह एक प्रश्न है जिसने एक तरफ हम को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया हम बात कर रहे हैं अपनी बौद्धिक संपदा अधिकार की रक्षा की और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं ज्ञान के प्रसार की और दूसरों से सीखने की तो अगर यह एक दूसरे से स्वभाव में विषमता दिखाते हैं तो तब हम कैसे इन दो संकल्प नाव के बीच में पुल का निर्माण कर पाएंगे चलिए इसे देखा जाए तो यह विश्वसनीयता के बारे में बात कर रहे हैं पहले हम बेंच मार्क की बात करेंगे तो बेंच मार्क के लिए एक कंप्यूटर की डिवाइस की चर्चा करते हैं या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के बारे में चर्चा करते हैं इससे पहले की कोई हमारे द्वारा अपने लिए बनाए गए नए उत्पाद को डिजाइन करना शुरू कर दें तो जब आप बेंचमार्किंग रहे होते हैं तो हमें दूसरों के सकारात्मक पहलुओं से सीखना चाहिए और साथ ही दूसरों के द्वारा जो नकारात्मकता का सामना किया गया है उससे भी सीखना चाहिए और अपनी चीजों को जरूरत के हिसाब से सुधारना चाहिए तो इसकी एक प्रक्रिया के लिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे प्रतिद्वंदी के उत्पाद को खरीदते हैं उनको जानते हैं और परखते हैं तो हर बेंचमार्किंग के लिए हो सकता है या नहीं भी हो सकता है कि अपने प्रतिद्वंदी से कुछ नकल किया जाए तो एक कंपनी बेंचमार्क के लिए यह चाहती है कि बहुत सारी चीजें सीखी जाए जैसे प्रतिद्वंदी के डिजाइन से आगे की चीज उसकी विपणन रणनीति उसके प्रतिबंधात्मक उत्पाद तो कैसे बेंच मार्क कंपनी बाजार में आती है और एक प्रतिबंधात्मक उत्पाद का उत्पादन कर सकती है और वह भी बहुत निम्न दामों पर तो यह प्रश्न अधिक विपणन रणनीति से संबंधित लगता है और कीमत निर्धारण कार्यनीति या कुछ और चीजों से मिलता जुलता लगता है जबकि इसका ध्यान इस के डिजाइन के हिस्से पर केंद्रित होना चाहिए हमारे पास एक परिभाषिक शब्द है जिसे हम विपरीत अभियांत्रिकी कहते हैं तो इसका मतलब जैसा कि आपने बेंचमार्किंग के बारे में सीखा था कि दूसरा व्यक्ति आकर विपरीत अभियांत्रिकी कर सकता है यह सिर्फ तकनीक को जानने या डिजाइन के हिस्से को जानने के लिए मुख्य रूप से होता है तो इसके अनुसार किस रात को वियोजित किया जाता है और परीक्षण करके उसे नष्ट कर दिया जाता है तो विपरीत अभियांत्रिकी कभी कभी यह दिखाने में मदद करती है कि हमारे प्रतिद्वंदी ने नकल करने के लिए क्या किया है या हम अपने प्रतिद्वंदी के कार्य से अच्छा कर सकें उदाहरण के तौर पर अभियंता फोटो ले सकता है और सिलीकान चिप की तस्वीर को बड़ा करके यह जान सकता है कि उस चिपको कैसे तैयार किया गया है तो क्या उसमें एक कार्य को दो बार किया गया है या दो अलग अलग कार्य एक बार में किए गए हैं तो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं तो व्रत और पर नैतिक सीमाओं को कुबूल किया गया है कि वे आमतौर पर बेंचमार्किंग में पहचानी जाती हैं और विपरीत अभियांत्रिकी में भी हमें कानूनी संपत्ति अधिकारों का सम्मान करने के बजाय आम तौर पर विश्वसनीय होना चाहिए और दूसरे दूसरी बाधा है और इसका मतलब है कोई जानकारी पाने के लिए उपयोग कर सकता है और सूचना के स्वभाव के आधार पर उपयोग कर इसे बना सकता है तो आपको सूचना कहां से मिलेगी आप किन माध्यमों का प्रयोग करके सूचनाओं को प्राप्त करेंगे तो अगर हम केस को पहले चर्चा करते जहां हमने यह पाया था कि शायद शल्य चिकित्सक ने लोगों को उपचार के लिए कोई नहीं तकनीक विकसित की थी और वे नहीं चाहते थे कि अपने ज्ञान को लोगों तक साझा करें और विश्व समुदाय को इसके बारे में बताएं और डॉक्टरों के समूह में यह आए तो चाहे और दूसरे डॉक्टर ऑपरेशन कक्ष के सहयोगी को घूस दे सकते हैं या वहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक जासूसी उपेंद्र इत्यादि लगा सकते हैं और तकनीक के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं परंतु यह पूरी तरीके से अनैतिक होगा तो यह पाया गया कि यहां पर नैतिक शब्द का बहुत महत्व बादशाहों के साथ अधिक जुड़ा है और सूचना को हासिल करने के लिए इसे लोग प्रयोग कर सकते हैं यहां पर हमने पाया कि एक व्यक्ति परोक्ष रास्ते से जा सकता है सीधे तौर पर उस व्यक्ति से उसकी जानकारी को पूछे बगैर परंतु उसके सहयोगी के पास जाना या कुछ आवाज पहचान करने वाले गुप्त कैमरे लगाना इत्यादि यह सब बहुत अधिक जरूरी नहीं है सीखना और सूचना का उपयोग करना जो बेंचमार्किंग के द्वारा प्राप्त की गई है और विपरीत अभियांत्रिकी के द्वारा भी वह सीमित नहीं है तब तक जब तक की कोई उसे सीखने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग नहीं करता तो किस प्रक्रिया को अपनाया गया है कि किसी स्रोत से कुछ सीखा जाए यह स्वयं ही प्रयास करने से अधिक महत्वपूर्ण है चाहे आपने दूसरे से सीखने के लिए गलत तरीकों का उपयोग किया हो या अनैतिक तरीके से उनकी जानकारी का प्रयोग किया हो तो हम देखेंगे कि टैक्सास इंस्ट्रूमेंट ऑफिस द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं जो स्वीकार्य बेंचमार्किंग अभ्यास से संबंधित है तो ग्राहक से टी आई प्रतिद्वंदी के उपकरण के बारे में पूछना और मूल्यों की जानकारी लेना कर्मचारी से अच्छे चलते हुए व्यापार के बारे में पूछना वह टी आई के साथ प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता सामाजिक तरीके से सूचना को इकट्ठा करना किताबें पढ़ना और प्रकाशन जो दूसरी कंपनियों के बारे में बताते हैं दूसरे टी आई अभियंताओं को प्रोत्साहित करना जो ग्राहक के संपर्क में आए हैं और प्रथाओं का पालन करना वह सब टी आई के लिए उपयोगी हो सकते हैं तो हमने पाया कि क्या हम ग्राहक से सहायक उपकरण और कीमतों के बारे में पूछ कर बेंच मार्क बना सकते हैं तो किसी अच्छे चल रहे व्यापार मैं प्रतिद्वंदी के कर्मचारी से पूछ कर जो हमारा सीधे तौर पर प्रतिद्वंदी नहीं है और उनकी प्रथाओं के बारे में जानना तो इस तरीके की सूचनाएं सामाजिक माध्यमों से प्राप्त करना किताबें पढ़ना यह आपको बहुत सारी जानकारी देगा और मार्गदर्शन भी जो की बेंच मार्क प्रथा के लिए उपयोगी होगा तो जब आप बेंचमार्किंग की बात करते हैं तो आप क्या पाते हैं हम कंपनी के बारे में सूचना इकट्ठा करते हैं और यह इसके प्रतिद्वंदी से चलकर दूसरे संस्था के दूसरे कर्मचारी तक पहुंचती है तो हमें एक तरह से 360 डिग्री के दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए और बेंचमार्किंग का केंद्र सिर्फ डिजाइन तक ही सीमित नहीं होना चाहिए परंतु इसे विपणन उत्पादन और विपणन और भी केंद्रित होना चाहिए और उत्पाद के लिए रणनीति उपयुक्त होनी चाहिए ना कि डिजाइन के लिए जब आप विपरीत अभियांत्रिकी की बात करते हैं तो यह डिजाइन को पलटने जैसा होता है और इसके माध्यम से कुछ कदम होते हैं जिससे इस को नष्ट किया जा सकता है और वापस केंद्र तक आया जा सकता है तब इन्हीं कदमों को वापस से जोड़ा जा सकता है हम अंतर भाग तक पहुंचने के लिए कुछ कदम चुनते हैं और उन्हीं से बाहर आकर एक आज का डिजाइन तैयार करते हैं और इस तरह से यह समीकरण बनते हैं तो जब आप विपरीत अभियांत्रिकी की बात करते हैं तो यह डिजाइन केंद्रित अधिक है और जब आप बेंचमार्किंग की बात करते हैं तो यह उत्पाद पर अधिक केंद्रित है और उसके लोगों के मन में उसको स्थापित करने में और प्रतिद्वंदी के फ्रेम में और उसके लिए हम प्रतिद्वंदी की कंपनी का विश्लेषण करते हैं और आकलन करते हैं कि हम कहां खड़े हैं धन्यवाद और कुछ अधिक गंभीर प्रश्नों के साथ अगले सत्र में हम पुन आएंगे धन्यवाद